इस कोर्स में आपका स्वागत है जिसका नाम है आपदा बहाली और बेहतर पुनर्निर्माण मेरा नाम राम सतीश है और मैं आईआईटी रुड़की के वास्तुकला और योजना विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे की आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए क्या मार्गदर्शन है आज इस लेक्चर में मेरी कोशिश है कि मैं आपको कुछ शोकेस की संकल्पना बताऊं जैसे कि विभिन्न प्रकार के मैनुएल्स जो कुछ मार्गदर्शन प्रदान कर सकें यह अंगूठे के नियम के मार्गदर्शन हो सकते हैं क्या करें क्या ना करें हो सकते हैं आप इसको कुछ भी नाम देना चाहे पर यह आपका मार्गदर्शन करेंगे जैसे परिस्थिति का मार्गदर्शन किस को मार्गदर्शन और किस संदर्भ में मार्गदर्शन करें तो जब हम कहते हैं कि किस को मार्गदर्शन करें इसमें हम उन लोगों को शामिल करते हैं जो आश्रय प्रथाओं पर काम करते हैं जैसे कि आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियर निर्मित पर्यावरण व्यवसायों का समूह जो शरण बहाली या ठीक करते हैं विशेष रूप से मानवीय संदर्भ में और इसके दूसरे पहलू में हम कुछ सिद्धांतों के विषय में कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए क्या बेहतर है यह जानेंगे यह बहुत सामान्य सिद्धांत हैं जो किसी विशिष्ट साइट से सरोकार नहीं रखते बल्कि ऐसे लोगों का मार्गदर्शन करेंगे जो पहाड़ी क्षेत्रों या बाढ़ प्रवृत्त क्षेत्र या ऐसे क्षेत्रों में काम करते हो जहां पर भूकंप की आशंका ज्यादा हो कुछ उदाहरणों में विशेष आपदाओं की जानकारी भी दी जाएगी पहले यह जो विशेष मैनुअल बने थे वह काम करने के लिए तकनीकी रूप से कठिन थे पर समय के साथ साथ इनके दृश्य पहलू में काफी सुधार हुआ है और क्योंकि इसे आम आदमी तक पहुंचाना है जो अधिकांश जनसंख्या का लक्ष्य समूह है जिनको आपदा से सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है ऐसे लोग अक्सर कमजोर क्षेत्रों से होते हैं या दूर ग्रामीण क्षेत्रों से होते हैं जहां पर तकनीकी जनशक्ति या टेक्निकल मेन पावर मिलना मुश्किल होता है तो यह मैनुअल उन साधारण व्यक्तियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं और यह इतनी आसान है कि इन्हें देख कर कोई भी समझ सकता है कि क्या करना है और क्या नहीं मैं ऐसे ही कुछ दिशानिर्देशों को दिखाऊंगा जो अलग अलग एजेंसियों द्वारा विकसित की गई है जो इस बात पर रोशनी डालते हैं या यह प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं कि वह क्या जानकारी या मार्गदर्शन आश्रय बनाने वालों को देना चाहते हैं उदाहरण के तौर पर इस गाइडलाइन को देखते हैं जो भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन और विस्तार के लिए इआरसी द्वारा विकसित किया गया है इआरसी भूकंप इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र है जो अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्र के अंतर्गत आता है यह वही जगह है जहां पर आईआईटी गचीबोली हैदराबाद मैं प्रयोगशाला बनाई गई है और उन्होंने इसके कुछ सिमुलेशन भाग पर काम भी किया है और अंत में उन्होंने विभिन्न साक्ष्य आधारित विश्लेषण के साथ निष्कर्ष निकाल कर एक छोटा मैनुअल विकसित करने की कोशिश की है जो आम आदमी को अंगूठे के नियम जैसे उदाहरण दे सके और निर्मित पर्यावरण पेशेवर को सूचित कर सके मानो आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर जो आवास के निर्माण काम से जुड़े हैं जब हम घर की रचनाओं के बहुत मूल रूप के बारे में बात करते हैं घर की योजनाओं या यहां रहने वाले लोगों के बारे में सोचते हैं तो हम वास्तुकला के कुछ तत्वों का पालन करते हैं और निश्चित रूप से उन सिद्धांतों को लागू करते हैं और फिर हम मूल रूप से उसकी रचना करते हैं हमारी कोशिश यह है कि इस रचना में हमें भूकंप की प्रकृति के संदर्भ में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसका संज्ञान ले जैसे कि भूकंप की आशंका वाले क्षेत्रों में विषम रचनाएं या और सिमिट्रिकल कंपोजिशन ना बनाएं क्योंकि असममित या असिमिट्रिकल इमारतें आघूर्ण बल से गुजरती हैं और कोनों में भूकंप के बल का अनुभव सबसे ज्यादा होता है तो जायज है कि अगर आप सैकड़ों विंग्स और काफी सारे ऑफिस बनाने का सोच रहे हैं तो कोनों में टूटने की प्रवृत्ति होगी क्योंकि पिछले काफी भूकंप में यह पाया गया है कि सबसे ज्यादा नुकसान इमारत के कोनों में ही होता है और इसलिए यह सुझाव दिया जाता है की इमारतों में विषम या असिमिट्रिकल कोने ना बनाए जाएं कुछ दूसरी दिशा निर्देश या गाइडलाइंस साइट सिलेक्शन या साइट चयन करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनकी जानकारी देते हैं जैसे अगर आप कोई इमारत पहाड़ी क्षेत्र में बना रहे हैं तो उसको खड़ी ढलान या स्टीप स्लोप्स से दूर रखें और अक्सर अधिकतर जगहों पर ऐसा किया भी जाता है या फिर जब आप मिट्टी को काटने और भरने की प्रतिक्रिया कर रहे हो तो भरी हुई मिट्टी में फाउंडेशन या नीव का निर्माण ना करें क्योंकि इससे इमारत की स्थिरता पर प्रभाव पड़ सकता है ऐसा हो सकता है कि मिट्टी का मलबा पूरा नीचे आ जाए और भूकंप के समय उसके साथ पूरी इमारत भी ढह जाए भरी हुई मिट्टी में स्थिरता लाना बहुत मुश्किल होता है और भूकंप की ताकतों और इमारत के आकार या संरचना का इमारत पर बुरा प्रभाव पड़ता है ऐसा भी सुझाव दिया जाता है कि बहुत पतली या ऊंची इमारत ना बनाई जाए इसलिए इमारत के अनुपात के भी सुझाव दिए जाते हैं जैसे की इमारत की ऊंचाई चौड़ाई से चार गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए या उल्टी पंडलम के आकार की इमारतें अस्थिर होती हैं पिरामिड आकार की इमारतें ज्यादा स्थिर होती हैं क्योंकि भार सामान्य भाव से वितरित किया जाता है इमारत की ऊंचाई के साथ साथ उसकी दिक्कतें भी बढ़ती जाती है और हवा की गति का भी अनुमान रखना जरूरी होता है क्योंकि पूरी इमारत पर हवा का पार्श्व बल या Lateral Forces और हवा की गति का भी अनुमान लगाना जरूरी होता है ताकि यह अनुमान लगा सके की इमारत हवा के पार्श्व बल या Lateral Forces का विरोध कैसे कर पाएगी उदाहरण के तौर पर हैदराबाद में एक इमारत है जिसका नाम है मालकपेट भुज मालकपेट भुज एक ऊंचा टावर है जो मलकपेट नामक जगह पर बनाया गया है और आप देख सकते हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस तकरीबन ग्राउंड प्लस 9 फ्लोर ऊंची इमारत है और आप इस इमारत के आयतन या volume को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी ऊंचाई और चौड़ाई कितनी है और यह आजू बाजू से कैसे दिखती है अब अगर जरा सी भी हलचल होती है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा जैसा कि आप देख सकते हैं उसकी साथ वाली इमारत भी इसी के समान ऊंचाई तक बन रही है पर अगर इमारतें निर्धारित सेट बेक्स ना छोड़े अनुपात या proportions का ध्यान ना दें इमारत की ऊंचाई और चौड़ाई पर ध्यान ना दें रेगुलेशंस और भवन निर्माण के नियमों का उल्लंघन करें तो ऐसी इमारतें भूकंप का सामना करने में असमर्थ रहती है अगर यह इमारतें बिल्डिंग रेगुलेशंस और भवन निर्माण के नियमों का पालन कर भी रही हो तो यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि यह भूकंप की ताकतों का विरोध कर पाएंगे या नहीं अक्सर आपका ऐसी बिल्डिंग by laws और परमिट से सामना होगा जो भूकंप के दिशा निर्देश या गाइडेंस से मेल नहीं खाते ऐसी स्थिति में आपसी सहमति की आवश्यकता होती है भवन निर्माण के नियमों और संरचनात्मक उपाय की सहमति होना बहुत जरूरी है और इसी तरह हमें इमारत में पार्श्व कठोरता या lateral stiffness के अचानक परिवर्तन से भी बचना चाहिए तो जब हम इमारत की ऊंचाई बढ़ाने का प्रस्ताव रखते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए की पार्श्व कठोरता या lateral stiffness का क्या प्रभाव पड़ेगा उस इमारत पर और कहीं वह गिर तो नहीं जाएगी इसी प्रकार प्रोजेक्शंस और प्रक्षेपण का भी ध्यान रखना जरूरी है तो जैसे आप देख रहे हैं कि सिर्फ दो स्टिल्ट पर खड़ी इमारत गिर गई है क्योंकि वह अस्थिर थी तो इसके लिए आपको कुछ ऐसी समर्थन प्रणाली या सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा जो इन बड़े overhangs का लोड सामान्य तरीके से फैला सके और इमारत को ढलने से रोक सकें बड़े प्रक्षेपण या ओवरहैंगस और प्रोजेक्शंस पर भूकंप की ताकतों का ज्यादा फर्क पड़ता है इसी प्रकार असमान इमारतों को अलग रखने का सुझाव भी दिया जाता है जब आप दो इमारतों की बात कर रहे हो तो यह जानना जरूरी है कि क्या वो लोड बीयरिंग स्ट्रक्चर है अगर दो इमारतें लोड बीयरिंग हैं तो उनमें 15mm अगर आरसीसी फ्रेम है तो 20mm और अगर स्टील फ्रेम है तो 30mm का अंतर दोनों इमारतों के बीच में होना जरूरी है ताकि भूकंप के समय वह दोनों असमान इमारतें टकराए नहीं हमें यह भी कोशिश करनी चाहिए की सामान्य रूप से भारी द्रव्यमान या मास इमारत के शीर्ष या ऊपरी भाग में न रखा जाए पहले की इमारतों में यह देखा गया है कि वह भारी ओवरहेड टैंक छत पर स्थापित किया करते थे पर जैसे आप अनुमान लगा सकते हैं यदि कोई हलचल होती है तो यह भार डगमगा सकता है और पूरी इमारत में अस्थिरता ला सकता है इसीलिए यह सहूलियत दी जाती है की एक भारी टैंक देने के बजाय आप ज्यादा मात्रा में छोटे टैंक छत पर प्रदान कर सकते हैं और जल वितरण प्रणाली या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जोड़ सकते हैं ऐसा करने से आप टैंक पर भूकंप के प्रभाव से बच सकते हैं यह तकनीकी मैनुअल आपको सुदृढीकरण या रिइंफोर्समेंट के विभिन्न प्रकार और कनेक्शन विवरण के बारे में भी बताते हैं उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 1 फुट की बीम है तो वहां पर रिइंफोर्समेंट कैसे बिठानी चाहिए स्टीरअप कैसी हो और क्लियर कवर कितना छोड़ा जाए इन मैनुएल्स में इस बात की भी जानकारी दी जाती है रिइंफोर्समेंट और स्टीरअप को किस किस प्रकार मोड़ा जाए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसकी प्रक्रिया इन मैनुएल्स में दी जाती है सुनामी के उपरांत तमिलनाडु सरकार ने राजस्व प्रशासन आपदा प्रबंधन और शमन विभाग या रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन डिपार्टमेंट की मदद से कुछ दिशा निर्देश विकसित किए हैं जो सुनामी से प्रभावित घरों पर इस्तेमाल हुए हैं अब मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा कि इन दिशा निर्देश या गाइडलाइंस में क्या है इसी तरह मैं अलग अलग दिशा निर्देशों की चर्चा करूंगा इसी प्रकार वह चक्रवात क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं उदाहरण के तौर पर पवन और चक्रवात क्षेत्र सबसे उच्च जोखिम के क्षेत्र माने जाते हैं और यह अधिकतर चेन्नई की तरफ पाए जाते हैं हमने पहले देखा था की पहाड़ी इलाकों में भूकंप का जोखिम ज्यादा होता है जैसे नीलगिरी की पहाड़ियां कन्याकुमारी केरल का कुछ भाग पश्चिमी घाट नागरकोइल के पास कुछ जगह यह सब जगह विकसित हैं जब आप नक्शे देखते हैं तो इन सब जगह को अलग अलग तरीके से ना देख कर बहु खतरा प्रवण के पहलू से देखना चाहिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी एक जिले को देखें तो वह चक्रवात क्षेत्र में भी आता हो और भूकंप के खतरे के क्षेत्र में भी पढ़ता हो इसलिए यह जरूरी है कि उस जगह को दोनों पहलुओं से समझा जाए इसी प्रकार हम सी आर जेड रेगुलेशंस या नियम उसका निहितार्थ और वो कैसे एक तटीय विनियमन क्षेत्र को प्रभावित करता है यह देखते हैं यह माना जाता है के समुद्र तट से 500 मीटर की दूरी पर और मुख्य समुद्र तल से 5 मीटर ऊंचाई पर इमारत बनाने की अनुमति दी जाती है यह रेगुलेशन यह भी बताते हैं कि यदि आप इमारत को ऊंचा उठाएंगे या भवन के तल को ऊंचा रखेंगे तो सुनामी जैसे हालात में इमारत को और जन साधन को समुद्र के पानी से नुकसान नहीं होगा और इसी तरह अगर हम वांछनीय परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं तो देखते हैं कि जब ऊंचाई या रिज के पास निर्माण होता है तो तेज हवा के वेग को आकर्षित करता है परंतु नीचे की घाटी में बनी हुई इमारतें तेज हवाओं से संरक्षित रहती हैं इस मामले में एक दूसरा पहलू भी है जिसे मैं प्रदर्शित करना चाहूंगा किस जगह पर तेज हवाओं का कितना प्रभाव पड़ता है यह इस बात पर भी निर्भर करता है की पहाड़ी लैंडस्केप किस प्रकार का है क्योंकि कल्पना कीजिए कि अगर आपके पास एक और पहाड़ी है जो एक सुरंग का प्रभाव बनाती है तो इन दो पहाड़ियों के बीच में जो घाटी बनेगी वहां पर हवा बहुत भयंकर रूप से प्रसारित हो सकती है इसलिए अवरोध की अनुपस्थिति के कारण उस हवा से कोई परिरक्षण नहीं किया जाता है क्योंकि यह वह जगह है जहां आपको परिदृश्य या लैंडस्केप के बारे में बात करने की आवश्यकता है ऐसी जगह पर हम परिदृश्य को बढ़ावा दे सकते हैं ताकि वह वास्तव में हवा के वेग को कम कर सकें और वहां पर एक नियंत्रण तंत्र या कंट्रोल मेकैनिज्म बना सकें और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी चर्चा की है ऐसी योजना और इमारत के नक्शे बनाने की आवश्यकता है जो विषम या एसिमिट्रिकल ना हो और जैसा आप जानते हैं प्लान में बहुत सारे ऑफसेट नहीं होने चाहिए जैसे आप देखेंगे कि यह इमारत सममित या सिमिट्रिकल है पर इसमें बहुत सारे ऑफसेट है इसे स्थिर बनाने के लिए या तो इस इमारत को परिभाषित आकार बनाने की कोशिश करें या फिर विकर्ण ब्रेकिंग या डायग्नल ब्रेसिंग देकर सहयोग प्रदान करें यह योजना वर्गाकार या आयताकार होनी चाहिए यदि यह आयताकार है तो आपको इसमें एक प्रकार का मध्यवर्ती समर्थन प्रणाली लगानी चाहिए ताकि इमारत ज्यादा स्थिर और मजबूत बने यदि असममित इमारतों की बात की जाए तो यह पाया गया है कि जहां पर खाली खाली जगह छोड़ी जाती है वह नुकसान की चपेट में ज्यादा जल्दी आती है अगर इन जगह को भर दिया जाए तो इमारत ज्यादा स्थिर बन जाती है सममित इमारतें ज्यादा स्थिर होती हैं इसी प्रकार जब हम पंक्ति घर योजनाओं या row house planning की बात करते हैं तो पंक्ति घर योजनाओं के बीच में भी एक हवा की सुरंग जैसा प्रभाव बनता है क्योंकि जैसे ही आपका घर किनारे से एक कदम आगे या पीछे होता है तो वह हवा को प्रसारित करता है जो दीवारों के कोनों को नुकसान पहुंचा सकती हैं तो आप इस बात का ख्याल रख सकते हैं और ऐसा पाया गया है कि जिगजैग योजना वाली इमारतें पवन सुरंग के प्रभाव से बच जाती हैं आप देख सकते हैं कि आप कैसे अपनी इमारतों को कहीं विशाल और कहीं कम करके एक दिलचस्प zigzag pattern के साथ हवा को भी नियंत्रित कर सकते हैं हवा का प्रभाव इस पर भी निर्भर करता है कि आप इमारत को वास्तव में कैसे उन्मुख कर रहे हैं और इस बात का भी ध्यान रखें की हवा की दिशा का सामना इमारत के लंबे चरण पर हो असल में यदि आप तमिलनाडु के किसी तटीय गांव में जाएं तो आप पाएंगे कि अधिकतर समय इमारत का छोटा भाग हवा की दिशा का सामना कर रहा होता है जबकि क्षैतिज चरण में यहां वह जगह है जहां खिड़कियों और दरवाजों की संख्या कम है या फिर अगर वह उस दिशा में मुख कर रहे हैं तो वहां पर खिड़कियों और दरवाजों की मात्रा कम होगी यदि वे ज्यादातर ऐसा करते हैं तो पूरी इमारत का नक्शा या पैटर्न ऐसा है जैसे आपके पास समुद्र हो और आपके पास यह है तो इमारत का छोटा पक्ष समुद्र के किनारे का सामना करेगा और इसीलिए ऐसे उन्मुख हैं अब इसी संदर्भ में यह विशेष मैनुअल गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में भी बात करते हैं गुणवत्ता नियंत्रण या क्वालिटी कंट्रोल सामग्री के बारे में भी निर्देश देता है और क्या अनुपात शामिल करने चाहिए यह भी बताता है तो जब हम कहते हैं कि सीमेंट और रेत का अनुपात 1 6 से कम नहीं होना चाहिए इसका मतलब है एक भाग सीमेंट और 6 भाग रेत इसका मतलब है कि आपको गारा या मोरर्टार के संयोजन का उपयोग 16 से कम नहीं रखना चाहिए या तो 1 रेत 1 सीमेंट और 6 रेत या 1 चुना 3 रेत या 1 सीमेंट 3 चुना और 9 रेत का उपयोग करने की सिफारिश दी जाती है इस प्रकार के मोरर्टार मिक्स सामान्य रूप से दिशा निर्देशों की सिफारिश करते हैं पर दिन के अंत में यह सभी उचित आय एस कोड हैं लेकिन फिर भी यह केवल एक अंगूठे के नियम ही माने जाते हैं और काफी मैनुअल अंग्रेजी में प्रकाशित होते हैं तो स्थानीय राजमिस्त्री के लिए इन्हें समझ पाना बहुत कठिन हो जाता है इसलिए हाल ही में केरल में बाढ़ आने के बाद वास्तुकार बेनी कुरियाकोस Benny Kuriakose ने केरल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए स्थानीय भाषा में रिट्रोफिटिंग और फ्लड रेसिलियंट डिजाइन मतलब बहाली और बाढ़ लचीले डिजाइन के लिए एक मैनुअल विकसित किया मलयालम संस्करण प्रकाशित हो चुका है और अंग्रेजी संस्करण अभी प्रक्रिया में हैं लेकिन फिर भी मैं आपको उनके काम की कुछ छवियां दिखा सकता हूं जो चित्रों के माध्यम से काफी विस्तार में बताया गया है यह मैनुअल समाधान बताने से पहले श्रुति की व्याख्या करता है कि वह क्या विशेषताएं हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए किसी भी मार्गदर्शन या मैनुअल को विकसित करने के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इन आपदाओं के परिणामों को समझना और विशेष रूप से क्या कारण है इसका मूल कारण जानना अति आवश्यक है और चाहे वह उन्मुखीकरण की बात हो चाहे वह निर्माण का प्रकार हो या चाहे वह आपके द्वारा ज्ञात कोई उदाहरण हो तो जैसे आप यहां पर देखेंगे आपके पास यह सामान्य सेटअप है जहां पर आपके पास नदी का स्तर है और सब लोगों ने पहाड़ों के ऊपर निर्माण किया है और फिर औसत बाढ़ के स्तर पर बनाया गया है लेकिन क्योंकि बांधों के निर्माण हुए तो लोगों ने फिर नदी के किनारों के पास निर्माण करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें मालूम है कि अक्सर पानी उस ऊंचाई तक नहीं आता इसलिए उन्होंने नदी के तट तक नीचे आना और वहां पर निर्माण करना शुरू कर दिया तो आप देख सकते हैं की 2018 में जब केरल में बाढ़ आई तो तीन चौथाई घर जलमग्न हो गए और ऊपर के कुछ घरों को भी नुकसान हुआ जैसे आप इंटरव्यू में देख सकते हैं तो इसके बाद भी निचली इलाकों में पानी रह गया और उसकी वजह से बीमारी और महामारी की परिस्थिति बन गई और यह एक बहुत बड़ी आपदा है इसलिए इसमें काफी समय लगता है और क्योंकि कुछ बाढ़ का पानी रह जाता है तो बचाव की प्रक्रिया में मुश्किलें आती हैं यही कहानी कश्मीर में भी देखी गई नदी का पानी वापस गया नहीं क्योंकि मुख्य मुद्दा यह है कि वहां पर उचित जल निकासी प्रणालियों की कमी है चेन्नई में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है क्योंकि वहां के नियोजन की स्थिति सेवा की बुनियादी ढांचे और उन्मुखीकरण को संबोधित करने की जरूरत है ऐसी परिस्थितियों में जब पानी वापस आता रहता है तो जल स्तर की समस्या भी खड़ी हो जाती है उदाहरण के तौर पर पानी की मात्रा जो प्रवेश करती है और बाहर पानी की जो मात्रा है उसमें लगभग 8 कारों की ताकत है आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 8 कारों का जोर इस दीवार पर पड़ेगा तो वह कितना ज्यादा दबाव बनाएगा और यही कारण है कि यह दीवार दबाव में आकर गिर सकती है क्योंकि इस दीवार पर दो ताकतों का असर हो रहा है एक छोटी ताकत है और दूसरी जो बड़ी ताकत है जो पानी के बहाव की वजह से इस दीवार को धक्का दे रही है जैसे हमने कहा यह ताकत लगभग 8 कार के भार जितनी है ऐसी परिस्थिति में अगर इमारत संतुलित ना हो और पानी टॉप सोइल को भी बहा के ले जाए तो ऐसी स्थिति बन सकती है की नींव कमजोर पड़ने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि हम जिस नींव की बात कर रहे हैं वह तकरीबन 1 मीटर गहरी है और जाहिर है कि इस कारण से मिट्टी ढीली हो सकती है मिट्टी की स्थिति और स्थिरता बदल सकती है और इस कारण से यह संभावना है कि घर ढह सकते हैं जैसे हमने उन वीडियोस में देखा इसके अलावा बाढ़ के पानी का वेग पे ध्यान देना भी जरूरी है क्योंकि सुनामी के अन्य मैनुअल यह निर्धारित करते हैं कि जिस समय आप इन पंक्ति घरों या रो हाउसेस को बना रहे हैं वहां पर कितना दबाव बनेगा यह जानना जरूरी है क्योंकि एक अड़चन प्रक्रिया है इसलिए पानी इस पूरी क्षतिग्रस्त प्रक्रिया को प्रभावित करता है और दीवार और नींव को भी प्रभावित करता है तो यह कुछ छवियां और कारण है जो मैनुअल में बताए गए हैं उनमें यह भी बताया जाता है की रिट्रोफिटिंग कैसे की जाए क्योंकि उपाय जानने भी जरूरी है उदाहरण के तौर पर जब हम उपाय की बात करते हैं तो रिट्रोफिट के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जैसे आर्किटेक्चर में हमने शोरिंग के बारे में पढ़ा है आपने रेकिंग शोर्स और अंडरपिनिंग के बारे में भी पढ़ा होगा तो यह कुछ ऐसी तकनीकी है जिनके बारे में हम वास्तु कला भवन निर्माण के विषय में या आर्किटेक्चर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट में पढ़ते हैं पर यहां एक उदाहरण है जहां पर आप उस सीख का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि दीवार को बहाली की प्रक्रिया या रेस्टोरेशन प्रोसेस मैं बचाने के लिए शोरिंग का उपयोग करना पड़ता है इसलिए जरूरी होता है कि जब बहाली का काम चल रहा हो तो उसे अस्थाई समर्थन दिया जा सके जब तक रिट्रोफिटिंग का काम पूरा नहीं होता इसे करने के काफी अलग अलग तरीके हैं वह बताते हैं कि दरारों का अनुमान कैसे लगाया जाए अगर छोटी दरार है तो हम एक V groove या वी आकार की नाली दीवार में बनाते हैं ढीले कण को निकालते हैं फिर उसमें पत्थर के छोटे चिप्स सम्मिलित करते हैं यह एक जिलेटिन तकनीक है जहां आप पत्थर के चिप्स रखते हैं पूरी दीवार पर चिकन वायर मेश लगाते हैं और फिर उसको मोर्टार और नॉन श्रिंकेबल सीमेंट ग्राउट एक ऐसा सीमेंट ग्राउट जो सिकुड़ता नहीं है उससे भर देते हैं इसे आप 15 दिन क्यूरिंग के लिए छोड़ देते हैं आप यह जानते हैं कि क्यूरिंग सबसे आवश्यक प्रक्रिया है अक्सर लोग क्यूरिंग को नजरअंदाज कर देते हैं यह सिर्फ प्लास्टर ही नहीं है बल्कि कुछ ऐसी तकनीकें हैं जो वह बताते हैं कि कैसे रिट्रोफिट में काम आती हैं अभी तक हमने चर्चा की है मैनुअल और दिशानिर्देशों की आपदाओं के नजरिए से चाहे वह भूकंप हो सुनामी हो या बाढ़ हो पर हमने यह भी देखा कि बेनी कुरियाकोस ने किस तरह इस ज्ञान को स्थानीय भाषा में एक चित्रात्मक और सरल रूप में समझाया है उन्होंने इसमें आपदाओं का कारण और उसका प्रभाव इसके बारे में भी बताया है तो हमें एहसास होता है की एक कारण है एक प्रभाव है और एक निष्कर्ष है हम इस से कैसे निपट सकते हैं और किस प्रकार के उपाय कर सकते हैं इसके बहुत सारे तरीके हैं यह हमने इन मैनुअल और दिशानिर्देशों में एक व्यापक रूप में देखा है तो फिर उन मैनुएल्स का क्या जो तमिलनाडु राज्य सरकार इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरस जी एस डी या गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इमारतों के पुनर्निर्माण और पुनर्निर्माण के लिए जारी किए हैं पर राज्य पूरा राज्य तो बहुत विभिन्न होता है उसमें अलग प्रांत होते हैं उसमें अनूठे भूवैज्ञानिक भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थितिया होती हैं एक और द्वितीय परिदृश्य होता है जो बेहद विभिन्न होता है यदि आप गुजरात के राज्यों को देखें तो वहां पर आपको रेगिस्तान मिलेगापर आपको बनी घास के मैदान भी मिलेंगे इसी प्रकार तमिलनाडु में समुद्र तट भी है और नीलगिरी के पर्वत भी तो यह समझना अति आवश्यक है कि हर राज्य विभिन्न सांस्कृतिक एवं भौगोलिक क्षेत्रों द्वारा वर्गीकृत किया गया है जो न केवल उस जगह का भूगोल है बल्कि संस्कृतियों के हिसाब से भी भिन्न है जैसे ही संस्कृतियों की चर्चा होती है इन इमारतों की संरचनाओं में अंतर आने लगता है चाहे वे प्रथाओं में परिलक्षित हो या उनकी निर्माण व्यवस्था हो या किसी घर का संरेखण हो या आवास की टाइपोलॉजी हो इन सभी पर लोगों के विश्वास प्रणाली का प्रभाव दिखता है इसको मध्य नजर रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारत सरकार ने तेरा राज्यों के ग्रामीण आवास विकल्प या टाइपोलॉजी का एक संग्रह जारी किया है इससे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के तहत प्राकृत हुनर लोक विद्या का नाम दिया गया है और इसे विभिन्न ग्रामीण आवास प्रौद्योगिकियों कि एक प्रकार के संकल्प के रूप में संकलित किया गया है इसमें यूएनडीपी और सीबीआरआई और आईआईटी दिल्ली जैसी तकनीकी संस्थाएं भी भागीदार रही हैं और उन्होंने ऐसे उपाय असम छत्तीसगढ़ हिमाचल झारखंड मणिपुर ओडिशा राजस्थान त्रिपुरा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए भी निर्धारित किए हैं यहां पर इन सब राज्यों के उपाय दिखाना मुमकिन नहीं है पर मैं आपको एक राज्य का उदाहरण दिखाऊंगा यह समझने के लिए कि उन्होंने आपदा को कैसे संबोधित करने की कोशिश की है सबसे पहले तो मैनुअल का डिजाइन स्वयं एक महत्वपूर्ण बात है जब आप एक मार्गदर्शन विकसित कर रहे हैं उदाहरण के लिए यह है zone A इसमें ऐसे कोडिंग की जाती है तो अब यह कहता है UPA 01 UP उत्तर प्रदेश को दर्शाता है और A चुने हुए क्षेत्र को दर्शाता है अब इसमें आपकी सैकड़ों typologies हो सकते हैं जैसे दो या तीन तो इसीलिए typology को एक संख्या दी जाती है उदाहरण के तौर पर आप राज्य का नाम फिर क्षेत्र फिर संख्या 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं और इसमें क्षेत्र दर्शाने के लिए ABCDE zone का इस्तेमाल किया जा सकता है और उस zone के अंतर्गत टाइपोलॉजी संख्या 1 2 3 4 से निर्धारित की जा सकती हैं इस प्रकार से संगठित करने का फायदा यह होता है कि इस दस्तावेज को पढ़ना आसान हो जाता है मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं उदाहरण के तौर पर हम असम का राज्य लेते हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर है जॉन A और जॉन B अब zone C बांग्लादेश और मणिपुर की तरफ है और यहां पर है zone D और zone E और इस प्रकार से यह सभी zone प्राकृतिक खतरो शारीरिक और निर्माण सामग्री और सांस्कृतिक अनुकूलता तक पहुंच द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं तो यहां उन्होंने यह भी वर्णन किया है कि वास्तव में इस क्षेत्र A में बाढ़ के लिए विशेष रूप से उच्च भेद्यता शामिल है खास करके बाढ़ और यह किस तरह के बाढ़ है उस पर भी चर्चा है नदी का कटाव किस तरह से है और वन क्षेत्र कैसा है इस बारे में भी बताया गया है और इसी प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र का विवरण दिया गया है फिर जॉन A में हम बात करते हैं कि कहां पर उच्च भेद्यता है कहां मध्यम भेद्यता चक्रवाती तूफान पर आधारित है और ज्यादातर कम भेद्यता रिवर बैंक अपरदन की ओर है यह जानने के उपरांत अब हम एक विशेष टाइपोलॉजी देखते हैं यह एक टाइपोलॉजी है जिसे उन्होंने दस्तावेज करने की कोशिश की है की ईंट की चिनाई वाले घर जिनकी दीवारें 3 इंच की होती हैं वह यहां पर सबसे आम है और क्योंकि यह एक प्रयास है कि कोई इन ग्रामीण आवास टाइपोलॉजी को कैसे मान्य कर सकता है जो पहले से ही मौजूद हैं संरचनात्मक रूप से कैसे मान्य कर सकते हैं ताकि पहले जो भी ग्रामीण तकनीक मौजूद थे यह इसे नजरअंदाज करने की कोशिश ना करें और वह अपने स्वयं के मानकीकृत समाधान देने की कोशिश करें लेकिन यह एक प्रयास है हम उस स्थानीय चरित्र को कैसे ला सकते हैं और हम उन तकनीकों को कैसे मान्य कर सकते हैं अभी प्लिंथ के बारे में कहता है प्लिंथ उच्च स्तर पर बनानी चाहिए छत में ढलान होनी चाहिए यह नींव और दीवार छत की संरचना और फर्श के बारे में भी बताता है और इसके अतिरिक्त अनुशंसित विनिर्देशों के बारे में बात करता है फिर इस तरह की एक विशिष्ट आवास इकाई है जिसकी संख्या है 01 यह एक टाइपोलॉजी है और इसके बारे में आप देख सकते हैं की कैसे इसके मूल आयाम जो विद्यमान है और कोई भी वास्तव में उस 6 फुट 3 इंच को समझ सकता है क्योंकि 6 फुट 3 इंच के बीच का अंतराल और इसी तरह एक फ्रेम युक्त संरचना के बारे में भी सोचा जा सकता है और यहां आप आधी ईट की दीवार को देख सकते हैं जिसमें सीमेंट मोर्टार 14 है और अगर यह एक ईंट स्तंभ है 10 इंच बटे 10 इंच का और 6 फीट 3 इंच के अंतराल पर है और 3 इंच व्यास की बाँस चौकी कंकरीट स्लैब में एंबेडेड है इसलिए मूल रूप से आपके पास कंक्रीट है और फिर यह एक बांस चौकी है जिसमें इसके साथ एंबेडेड है जो एक सुदृढीकरण की तरह काम करता हैयह इसकी योजना रूपों की एक बुनियादी समझ है और फिर वह वापस ऊंचाइयों पर चला जाता है कि कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाए जैसे लकड़ी की परलिन कैसे काम करती हैं कॉलर बीम कैसे काम करता है ईंट की नीव कैसी हो और ऐसी बहुत सारी तकनीकों का विवरण मिलता है कि जिससे जानकर को यह सीख मिलती है कि इस प्रारूप में कोई कैसे निर्माण कर सकता है अब हम आते हैं लागत अनुमान पर जॉन A के लिए एक लागत अनुमान डिजाइन करते हैं जब हम लागत अनुमान के बारे में बात करते हैं तो यह खुदाई ईंट की मिट्टी पीसीसी ईंटवर्क नींव प्लिंथ के बारे में ईंटवर्क कंक्रीट हम 1153 के बारे में जो अनुपात के बारे में बात कर रहे हैं हमेशा यह समुच्चय और सुदृढीकरण इस्पात पुलिंदा होता है इसके अलावा जीसीआई शीट और दरवाजे खिड़की सीमेंट और प्लास्टर का का भी अनुमान लगाते हैं ऐसा करने से हमें अनुमान लग जाता है की प्रति कमरा रसोई बरामदा और कुल कितना खर्च होने वाला है यह कितना है और वह इसकी गणना कैसे करते हैं जब आप इस बारे में बात करते हैं की मात्रा का एकीकरण मूल्य निर्धारण और विनिर्देश का अंदाजा लग जाएगा इसके अलावा उस क्षेत्र में श्रम दरों को समझना भी जरूरी है उदाहरण के तौर पर अगर यह क्षेत्र दिल्ली में है तो आपको उन दरों की सूची विश्लेषण के बारे में ज्ञात होना जरूरी है डीएसआर द्वारा और अगर यह है सीपीडब्ल्यूडी की एजेंसी है तो आपको इस बात का विश्लेषण करना होगा की दरों की सूची जानने के कई सारे तरीके हैं चाहे वह श्रम दर हो या सामग्री दर स्टील का दर अगर 1 टन है तो कितना स्टील काम कर रहा है अगर यह ईंटवर्क है कि ईंट की लागत कितनी है और ईंटवर्क की इस मात्रा के लिए कितना श्रम किया जाता है इसलिए यह सब एक साथ लागत कि ब्रेकअप का एक प्रकार है ऐसा करने से अंत में आपको एक अंदाजा लग जाएगा की 164000 मैं ऐसा घर बनाना मुमकिन है क्या इस तरह यह आपको एक विस्तृत संस्करण दे रहा है कि हमें क्या करना है और कैसे हम इन ग्रामीण टाइपोलॉजी को मुख्यधारा के अभ्यास में ला सकते हैं इसी प्रकार से पाकिस्तान जैसे देशों में भी ऐसे प्रयास किए गए हैं जहां पर उन्होंने तकनीशियनों और कारीगरों के लिए गाइडबुक बनाई है भारत में भी हिमाचल और उत्तराखंड में एक धाजी दीवार बनाने की प्रक्रिया है जो एक से दो मंजिलें भूकंप रोधी मकान बनाने के काम आती है जहां आपके पास लकड़ी के तख्ते हैं और उनमें एंबेडेड हैं पत्थर चाहे वह कोबरा या कंकड़ हो चाहे एक चकमक पत्थर भर रहा हो उन्होंने इस धज्जी निर्माण को करने की तकनीकी नियमावली विकसित की है और यदि आप इन पहाड़ी क्षेत्रों में रिटेनिंग दीवार का निर्माण कर रहे हैं तो वह क्या तरीके हैं जो रिटेनिंग दीवारों के निर्माण में विशेषकर है हम इन धज्जी दीवार निर्माणों को विभाजित करने के लिए क्या सिद्धांत लागू करते हैं क्योंकि एक लकड़ी के स्टड हैं जो पत्थर के गैबियनों के भीतर जड़े हुए हैं और इन पर मिट्टी का प्लास्टर भी हो सकता है तो यहां वह कील के आकार के बारे में बात करते हैं यहां तक कि आप जानते हैं कि स्पेसिंग के बारे में बात करते हैं यहां 1 इंच 4 इंच के बारे में है स्टड की लंबाई स्टड के आयाम वर्गों की मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ तकनीकों का विवरण जो इन स्थानीय बढ़ई या कारीगरों को दिए गए हैं जो इन धज्जियों की दीवार के निर्माण पर काम करने जा रहे हैं यह मैनुएल्स के बारे में एक संक्षिप्त विवरण था ऐसे कई सारे मैनुअल बहुत सारी भाषाओं में उपलब्ध है पर मैंने यहां आपको भारत के संदर्भ में और थोड़ा पाकिस्तान के भी दिखाने की कोशिश की है यह आर्किटेक्ट के लिए काफी अच्छा है कि कम लागत वाले आवास के लिए कुछ प्रकार के अंगूठे के नियमों को देखा जा सकता है और स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जा सकता है यह विशेष तकनीकी जानकारी आम आदमी तक कैसे पहुंचाया जाए वह इन मैनुएल्स या नियमावली का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है मैं आशा करता हूं कि अब आप इन मैनुएल्स और दिशा निर्देशों से अब वाक़िफ़ है धन्यवाद